नमस्ते दोस्तों आज हम विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे ताकि हम टेक ऑफ की परिस्थितियों को पूरा कर सकें अब तक आपने देखा कि हमने क्लाइंब के बारे में बात की है हमने क्रूज़ के बारे में बात की है हमने लोएटर रेंज के बारे में बात की है लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में हम बात करेंगे कि विंग लोडिंग क्या होनी चाहिए या एक डिजाइनर को विंग लोडिंग को कैसे देखना चाहिए कि टेक ऑफ की परिस्थितियों को पूरा कर सकें यह टेक ऑफ और लैंडिंग दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकांश दुर्घटनाएँ मामूली या गंभीर टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान होती हैं उदाहरण के लिए यदि आप टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अपेक्षित गति नहीं मिली है और आप टेक ऑफ करने की कोशिश करते हैं और आप एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाते हैं तो यह स्टाल में जा सकता है तो यह इस तरह गिर सकता है जिसे हम प्रीमेच्योर टेक ऑफ कहते हैं कभी कभी लैंडिंग के दौरान लैंडिंग के लिए आते हुए और गति जरूरत से बहुत अधिक है तो यह जब जमीन से टकराता है तो विमान को गंभीर नुकसान हो सकता है आप यह भी जानते हैं कि जब मैं 𝑉TO की बात करता हूं तो यह 𝑉stall की तुलना में यह कुछ प्रतिशत 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत अधिक हो सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि 𝑉TO कम हो हम यह कोशिश करते हैं कि 𝑉stall कम हो 𝑉stall है 𝑉stall 2WSCLmax और 𝑉stall को कम करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं एक है विंग लोडिंग को कम कर देना या 𝐶Lmax को बढ़ा देना इसका मतलब में WS को कम करता हूं या 𝐶Lmax को बढ़ाता हूं एक बार जब मैं WS को बढ़ाने या घटाने की कोशिश करता हूं जब मैं विंग लोडिंग को कम करने की कोशिश करता हूं जिसका मतलब है कि मुझे बड़ा विंग क्षेत्रफल चाहिए ज्यादा विंग क्षेत्रफल हालांकि आपको कम विंग लोडिंग देगा इसलिए 𝑉stall भी कम होगा लेकिन बड़े विंग क्षेत्रफल का अर्थ है बड़ा ड्रेग तो आपको अधिक पावर की आवश्यकता है तो आपको एक समझौता करना होगा तो दूसरा तरीका है कि आप विंग के क्षेत्रफल को कुछ हद तक बढ़ाएं और 𝐶Lmax को भी बढ़ा दे हम 𝐶Lmax को कैसे बढ़ाते हैं हम फ्लैप का उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण हैं जिन का उपयोग करके आप 𝐶Lmax को 12 से 5 तक बढ़ा सकते हैं लेकिन आप जानते हैं कि कुछ भी मुफ्त नहीं है जैसे जैसे आप 𝐶Lmax को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ड्रैग में वृद्धि होती जाएगी और यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर भी और अधिक मोमेंट उत्पन्न करेगा तो अभी हमने 𝑉stall को जल्दी से देखा है लेकिन जब मैं एक डिजाइनर के लिए टेक ऑफ के बारे में बात करता हूं तो वह देखता है कि वह दूरी क्या है जो मुझे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उसके बाद इसके पास पर्याप्त गति है और यदि वह इस तरह रोल करता है तो वह टेक ऑफ के लिए सक्षम होना चाहिए और परिभाषा के अनुसार इसको 50 फीट की ऊंचाई पार कर देनी चाहिए यह नियमों के अनुसार है इससे पहले कि हम TW और WS पर आगे जाएं आइए हम फिजिकल मॉडलिंग के माध्यम से व्यवस्थित रूप से देखें कि टेक ऑफ के दौरान क्या हो रहा है इसलिए अगर मैं एक सरल चित्र बनाता हूं चलिए कहते हैं कि यह थ्रस्ट है और यहां एक लैंडिंग है एक और लैंडिंग यहां कहीं है CG कुछ यहां है चलिए कहते हैं कि CG को कुछ यहां पर होना चाहिए हम CG को पीछे की लैंडिंग से थोड़ा आगे रखने की कोशिश करते हैं अन्यथा अगर CG पीछे की तरफ है तो गड़बड़ी के कारण विमान का पिछला छोर जमीन से टकरा सकता है इसलिए आम तौर पर CG पीछे के लैंडिंग से थोड़ा आगे होगा और अगर अब मैं आरेख बनाता हूं तो यहां पर कुछ वेट होगा और फिर रिएक्शन R होगा और लिफ्ट और ड्रैग होगा लिफ्ट और ड्रेग वे एयरोडायनामिक केंद्र पर अभिनय करेंगे वास्तव में हम सभी लिफ्ट और ड्रैग फोर्स को मोमेंट के साथ एयरोडायनामिक केंद्र में स्थानांतरित करते हैं लेकिन विश्लेषण के लिए कि हम क्या करते हैं हम उनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी में स्थानांतरित कर देते हैं इसलिए जब मैं लिफ्ट और ड्रैग लिखता हूं तो मान लेता हूं कि मोमेंट है लेकिन वह मोमेंट संतुलित है हमारे मामले के लिए यदि मेरे पास इस प्रकार का आरेख है तो मैं आसानी से लिख सकता हूं 𝐹 𝑇 − 𝐷 − 𝜇r𝑊 − 𝐿 𝑚 dVdt यह क्या है तो यह सीधा और आसान है आपने यह प्रदर्शन पाठ्यक्रम में किया है अब कल्पना कीजिए जब आप टेक ऑफ के लिए जा रहे हैं तो आप कुछ V को 0 से शुरू करते हुए 𝑉LO तक की गति तक ले जाते हैं जिस पर आप वास्तव में विमान के एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाएंगे और क्लाइंब के लिए जाएंगे समस्या यह है कि जैसे जैसे मैं V को 0 के बराबर से 𝑉LO के बराबर तक बड़ा रहा हूं तो ड्रैग और लिफ्ट भी बदलेंगे क्योंकि वे गति पर निर्भर करते है एक डिजाइनर उन सभी सावधानीपूर्वक चीजों को करना पसंद नहीं करेगा डिजाइनर कुछ औसत मूल्यों के साथ करना पसंद करेंगे हम कुछ औसत एक्सेलरेशन की तलाश करने की कोशिश करेंगे जो इस कूल फोर्स के कारण है एक बार जब वह औसत एक्सेलरेशन जानता है और यदि यह सही है तो वह जानता है 𝑉2 𝑈2 2𝑎𝑠 इसलिए s V22a जहां इस समीकरण में a औसत एक्सेलरेशन है आम तौर पर यह देखा जाता है कि अगर मैं इस एयरोडायनामिक फोर्स की गणना 07 𝑉LO पर करता हूं तो यह मानने के लिए एक अच्छा अनुमान है कि मैं विमान के लिए औसत एक्सेलरेशन की अवधारणा का उपयोग कर सकता हूं यह कोई नई बात नहीं है मैं वही सब दोबारा बता रहा हूं जो कि आपने प्रदर्शन में किया है आज हम जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वह यह है कि मैं किसी विशेष मिशन के लिए विंग लोडिंग की कल्पना कैसे करता हूं इसलिए अगर मैं इस अवधारणा का उपयोग करता हूं कि मैं इस एक्सेलरेशन का मूल्यांकन 07 𝑉LO पर कर सकता हूं और अवधारणा को औसत एक्सेलरेशन के लिए उपयोग करता हूं इसलिए s V22a जहां a का मान मूल रूप से इस फोर्स को द्रव्यमान से भाग करके जो कि 07 𝑉LO पर मूल्यांकन किया गया है और हम जानते हैं कि हम 𝑉LO को 12 से 13 𝑉stall ले सकते हैं आम तौर पर आप पाएंगे कि नियामक निकाय उन नंबरों को दे यह 12 की ओर अधिक होता है सटीक FAA अधिनियम को मैं एक मामले को हल करते वक्त चर्चा करूंगा यह केवल आपको यह बताने के लिए है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं इसलिए अगर मैं इसका पालन करता हूं तो मुझे इस प्रकार s लिफ्ट ऑफ मिल जाएगा sLO VLO2Wg2 T D r यह औसत है और जब मैं 𝑉LO 12𝑉stall लेता हूं फिर मुझे मिलता है sLO 144W2gCLmax T D r अब देखते हैं कि एक डिजाइनर इस समीकरण को कैसे देखेगा ताकि वह 𝑠LO के लिए आवश्यक विंग लोडिंग का पता लगा सके यहाँ पर कुछ S गायब होना चाहिए सही अगर मैं एक डिजाइनर हूं मैं खुद से पूछूंगा कि इस बात का क्या योगदान होगा थ्रस्ट के पास शुरुआती संख्या होने के मुकाबले में क्योंकि इस वक्त मेरा विमान पूरी तरह से तैयार नहीं है मुझे नहीं पता कि वास्तव में विंग का क्षेत्रफल क्या है 𝐶DO क्या है तो मैं क्या करता हूं अनुभव से मुझे पता है कि यह सज्जन शायद थ्रस्ट के 10 से 15 प्रतिशत होंगे इसलिए मैं एक डिजाइनर के रूप में मैं कहता हूं कि मुझे इसको थ्रस्ट की तुलना में नजरअंदाज कर देना चाहिए तो मुझे मिलेगा sLO 144W2gCLmaxST यह एक छोटा समीकरण है लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि यहां विंग लोडिंग कहां छिप रखी है और कहां TW थ्रस्ट लोडिंग छुप रखी है क्योंकि हम सहमत हुए हैं जब मैं टेक ऑफ के लिए जाता हूं अगर मेरे पास अधिक थ्रस्ट लोडिंग है तो मैं तेजी से एक्सेलेरेट करने में सक्षम हूंगा तो 𝑠LO को TW का फ़ंक्शन होना चाहिए यदि WS छोटा है तो विंग का क्षेत्रफल बड़ा है कम क्षेत्रफल होने के मुकाबले अब यह बहुत पहले ही लिफ्ट उत्पन्न करेगा तो WS यह भी एक भूमिका निभाता है हमने देखा है कि इस अभिव्यक्ति में WS और TW कहां छिपे हुए हैं और एक डिजाइनर अपना ध्यान कैसे आकर्षित करेगा इसलिए डिजाइनर पहले यह देखेगा कि 𝑠LO W2 के सीधे आनुपातिक है इसका मतलब है यह कुल वजन के प्रति इतना संवेदनशील है और यही कारण है कि विमान को वजन के मामले में भी वर्गीकृत करते है तो 700 किलो से नीचे 1500 किलो से नीचे 2500 किलो से नीचे इस तरह का वर्गीकरण हैं क्योंकि वजन सीधे प्रभावित करता है कि टेक ऑफ के लिए आपको भूमि की कितनी दूरी की आवश्यकता होती है और यह एक विमान ऑपरेटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके अलावा यह आपको बताता है कि जहां आप टेक ऑफ करने जा रहे हैं वहां s लिफ्ट ऑफ वायु घनत्व के इन्वर्सेली हो जाता है तो कल्पना करें कि यदि आप एक हवाई जहाज का डिज़ाइन कर रहे हैं जो अभी दिल्ली में टेक ऑफ के लिए तैयार है ठीक है और अब आप लेह लद्दाख से उसी विमान को टेक ऑफ करना चाहते हैं जो उच्च ऊंचाई कम तापमान पर है तो लेह में क्या होगा दिल्ली की तुलना में हवा का घनत्व वहां बहुत कम होगा तो लिफ्ट ऑफ दूरी बढ़ जाएगी इसलिए यह संभव है कि आप वह भार नहीं उठा पाएंगे जो दिल्ली में उठा सकते थे तो हम इसे कैसे संभालेंगे मान लीजिए कि मैं पूरी क्षमता वाला यात्री विमान ले जा रहा हूं और मैं दिल्ली में उड़ान भरने में सक्षम हूं ठीक है और अब वही विमान मैं लेह से टेक ऑफ करना चाहता हूं तो डिजाइनर आपको कैसे बताएगा या आपको क्या सलाह देगा डिजाइनरों कहेगा कि यह W2 के समानुपाती है इसलिए इसी विमान को मैं लेह से टेक ऑफ कर सकता हूं बशर्ते हमने वजन कम किया हो हम वजन कैसे कम कर सकते हैं या तो आप कम यात्री लेते हैं या आधा ईंधन भार आप कम करते हैं यह वहां से टेक ऑफ कर लेगा और फिर एक नजदीकी स्टेशन पर जाएगा जहां पर्याप्त भूमि रोल दूरी है और इस तरह से संचालन को अनुकूलित किया जाता है एक और बात जो आपको याद रखनी है जब आप पूरे भार के साथ दिल्ली से उड़ान भर रहे हैं और आप लेह में उतरना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि वजन कम हो गया है क्योंकि ईंधन की खपत हुई है तो ये आपको 𝑠LO या 𝑠TD को कम करने में मदद करता है लिफ्ट ऑफ और टचडाउन आप देख सकते हैं कि ये लगभग बराबर हैं सभी बहुत करीब हैं ठीक है सामान्य जनरल एविएशन विमान के लिए भी मैं यहां से समझता हूं कि 𝑠LO थ्रस्ट के इन्वर्सली होता है अधिक थ्रस्ट का मतलब है कि लिफ्ट ऑफ की दूरी कम होगी जो सही है अधिक थ्रस्ट का अर्थ है अधिक एक्सेलरेशन तो यह जल्दी से उस 𝑉LO गति को प्राप्त करे लेगा इसलिए इसे कम दूरी की आवश्यकता होगी तो असामान्य कुछ भी नहीं है यह वैचारिक रूप से सही है लेकिन दुर्भाग्य से एक डिजाइनर मुख्य रूप से विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग के संदर्भ में सोचेंगे वह WS और TW है तो अब कैसे एक डिजाइनर विंग लोडिंग और थ्रस्ट लोडिंग के माध्यम से इस अभिव्यक्ति को देखेगा मैं लिख सकता हूँ sLO 144W2WSgCLmaxTW वे समान अभिव्यक्ति हैं सही है तो अब डिजाइनर इस तरह की अभिव्यक्ति के साथ अधिक सहज है ये सभी विश्लेषण के माध्यम से हैं आप जानते हैं कि कोई आपको अभिव्यक्ति देगा यह सबसे सरल उदाहरण है आपको बहुत अधिक जटिल अभिव्यक्ति मिलेगी गणितज्ञ एयरोडायनामिकिस्ट फ़्लाइट मैकेनिक्स मैन द्वारा बनाई गई जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिजाइनर एक बहुत बड़ा विश्लेषणात्मक व्यक्ति उच्च गणितीय व्यक्ति नहीं होता है इसलिए जानकारी निकालने के लिए उसकी अपनी शब्दावली है और वह तुरंत इसका अनुवाद करेगा मैं ऐसा दिखता हूं और मैं इस अभिव्यक्ति को विंग लोडिंग के रूप में देखूंगा मुझे पता है कि यहाँ एक थ्रस्ट लोडिंग है तो अब वह क्या करेगा यदि विनियमन द्वारा प्रतिबंध है कि लिफ्ट ऑफ की दूरी 1000 मीटर होनी चाहिए वह यहां 1000 मीटर डाल देगा फिर विंग लोडिंग क्या है या थ्रस्ट लोडिंग क्या है जो कि वह टेक ऑफ के दौरान वह ले सकता है वह थ्रस्ट लोडिंग को अधिक महत्व देगा सही तो वह एक थ्रस्ट लोडिंग मान TW चुन लेगा मान लें कि उसके पास 03 है और वह जानता है कि CLmax मैं फ्लैप उच्च लिफ्ट उपकरणों का उपयोग करके बढ़ा सकता हूं इसलिए उदाहरण के लिए विमान के प्रकार पर निर्भर करता है यदि आप सेसना 206 का उपयोग कर रहे हैं तो आप बहुत जटिल फ्लैप नहीं डालेंगे आप एक प्लेन फ्लैप लगाएंगे यदि यह A 320 है तो आप बहुत सारे जटिल फ्लैप डालेंगे इसलिए इस बात पर निर्भर करते हुए की आप किस प्रकार के विमान को डिजाइन कर रहे हैं किस प्रकार के यात्रियों को ले जा रहे हैं या फिर क्या यह एयरोबैटिक विमान है या यह एक जासूसी विमान है आपको अंदाजा है कि आप किस प्रकार के उच्च लिफ्ट उपकरणों का उपयोग करने जा रहे हैं तो आपके पास CLmax के बारे में कुछ विचार है तो आप CLmax रख दें मैं लगभग 15 रखूंगा जैसे ही वह CLmax 15 देखता है उसने वास्तव में निर्णय ले लिया है कि वह किस प्रकार के उच्च लिफ्ट उपकरणों का उपयोग करने जा रहा है 15 का मतलब है कि ज्यादा संभावना है कि वह प्लेन फ्लैप का उपयोग कर रहा होगा यदि आप 2 या 25 डालते हैं तो आप जानते हैं कि वह फाउलर फ्लैप या कुछ स्लैट या स्लॉट का उपयोग करने जा रहा है तो वह यह भी जानता है कि हवा का घनत्व क्या है जहां से ज्यादातर काम होगा तो वह इसे चुनता है इस नंबर को डालता है और आवश्यक WS का पता लगा लेता है क्या यह स्पष्ट है इस जटिल अभिव्यक्ति से और डिजाइनर से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार का एक प्रारंभिक विश्लेषण करे जहां हम कहते हैं वह संख्याओं के लिए एक भाव रखता है और चीजों को सरल बनाता है और फिर इसे उस शब्दावली में अनुवादित करें जिसका उपयोग वह विमान को कन्फिगर करने में करेगा इसलिए इस दृष्टिकोण का उपयोग हम तब करेंगे जब हम एक परीक्षण मामले के साथ एक विमान को डिजाइन करने का अभ्यास करेंगे सही इससे पहले कि मैं इस भाग को समाप्त करूं कृपया ध्यान दें कि इस टेक ऑफ दूरी को 𝑠LO प्लस के रूप में वर्णित किया गया है 11 मीटर की दूरी को पार करने के लिए आवश्यक दूरी का मतलब यह 30 फीट या 50 फीट है इसलिए सैन्य या नागरिक विनिर्देश के आधार पर 30 फीट या 50 फीट के साथ मैं यहां से शुरू करता हूं मैं 𝑉LO दूरी तक आता हूं फिर मैं इसे घुमाता हूं फिर मैं क्लाइंब करता हूं और इस दूरी की ऊंचाई 50 फीट या 30 फीट है तो यह आम तौर पर एक इंजन वाले विमान के लिए टेक ऑफ दूरी है हम अगले लेक्चर में बैलेंस फील्ड की लंबाई के बारे में भी बात करेंगे जो मुख्य रूप से मल्टी इंजन विमान के लिए महत्वपूर्ण है यदि एक इंजन विफल हो जाता है तो मैं कैसे निर्णय लेता हूं क्या मैं रुकने के लिए ब्रेक लगाता हूं या मैं टेक ऑफ के लिए जारी रखता हूं और सर्किट फ्लाई करता हूं और नीचे आता हूं तो यह मेरा अगला व्याख्यान होगा ठीक है